पिछले कई सत्रों में हम फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे अब फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या है वे मुख्य रूप से मालिकों में शामिल हैं संभावित मालिक जो निवेशक हैं जो कंपनी में निवेश करना चाहते हैंइसमें कर्मचारियों प्रबंधकों को भी शामिल किया गया है जो अंदरूनी सूत्र हैं निर्णय लेने के लिए स्टेटमेंट का उपयोग करना चाहते हैं इसमें सरकार नियामक आपूर्तिकर्ता ग्राहक भी शामिल होंगे इसलिए बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता हैं और विभिन्न उपयोगकर्ता अलग अलग प्रयोजनों के लिए स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं इसलिए वे स्टेटमेंट में सभी जानकारी में रुचि नहीं ले सकते हैं स्टेटमेंट आपको एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेसकैश फलो आदि प्रदान करेगा लेकिन एक विशेष उपयोगकर्ता स्टेटमेंट में एक विशेष बात में दिलचस्पी रखता है और उस विशेष पहलू को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट में दी गई जानकारी का विश्लेषण करना होगा यह जानकारी केवल एक कच्चे डेटा के रूप में लिया जाएगा इसका विश्लेषण न केवल इस वर्ष के लिए किया जाएगा बल्कि पहले के वर्षों के लिए इसकी तुलना अन्य कंपनियों के स्टेटमेंट से की जा सकती है अन्य संस्थाएं या औसत उद्योग से तो स्टेटमेंट में जानकारी बहुत अधिक उपयोगी और समृद्ध हो जाती है उसके लिए इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट की विभिन्न तकनीकों को समझना आवश्यक है मैं आपको पहले सत्र से बता रहा हूं कि आप अपनी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करेंपूरी रिपोर्ट पढ़ेंफ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण हम अन्य जानकारी का भी उपयोग करने जा रहे हैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट एक बार फिर से पढ़ें ताकि आप अन्य जानकारी जान सकें और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन जानकारी का विश्लेषण किया जा सकता है इसलिए हम फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे हमने पहले ही देखा है यह जानकारी कच्चा डेटा है उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार इससे पुनर्गठित और प्रासंगिक जानकारी में परिवर्तित करने की आवश्यकता है विश्लेषण के दो प्रमुख प्रकार हैं एक को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस लें और इसे एक तुलनात्मक विवरण में परिवर्तित करें इसलिए हम केवल कच्चे आंकड़े लेने के बजाय इसे एक तुलनात्मक विवरण में बदलना चाहते हैं और फिर समय की अवधि में इसकी तुलना करें इसलिए प्रत्येक वस्तु की तुलना पिछले वर्ष से की जानी है और परिवर्तन की गणना के रूप में उस आधार के प्रतिशत के रूप में पूर्ण राशि की जाती है तो पी और एल खाता में आधार क्या हो सकता है कुल राजस्व जो आम तौर पर एक आधार हैं और हर राशि को उस कुल के प्रतिशत के रूप में माना जाता है और हम इसकी तुलना पिछले वर्ष या अंतिम से पिछले साल की अवधि में करेंगे इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहा जाता है वर्टीकल एनालिसिस में इसमें उसी वर्ष के दो वस्तुओं के बीच संबंध का पता लगाना शामिल है तो यहां हम एक सामान्य आकार का विवरण तैयार करते हैं अब यह प्रत्येक आइटम की तुलना करता है कुल का आधार 100 माना जाता है और फिर हम आधार के प्रतिशत के रूप में प्रत्येक आइटम पाते हैं आय विवरण पर सामान्य आकार के विवरण में प्रत्येक आइटम को शुद्ध बिक्री के प्रतिशत या कुल राजस्व के रूप में व्यक्त किया जाता है बैलेंस शीट के लिए हम बैलेंस शीट की कुल राशि लेते हैं और आम आकार के स्टेटमेंट बहुत उपयोगी हो जाते हैं न केवल उसी कंपनी के भीतर वस्तुओं की तुलना के लिए जो उसी कंपनी का अंतिम वर्ष है लेकिन यह उद्योग भर में उपयोगी है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छोटी और एक बड़ी सीमेंट कंपनी हैउनके पूर्ण आंकड़े अलग होंगे इसलिए आप उनके पूर्ण आंकड़े की तुलना नहीं कर सकते लेकिन यदि आप पी और एल की तुलना कर रहे हैं तो आप उन्हें बिक्री के प्रतिशत के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर इसकी तुलना विभिन्न कंपनियों में की जाएगी हम इस तरह के कुछ मामले देखने जा रहे हैं इसलिए इसे वर्टीकल एनालिसिस में हम पहले इसे एक तुलनात्मक स्टेटमेंट में परिवर्तित करते हैं और अन्य कंपनियों या उद्योग के साथ तुलना कर सकते हैं यहां हम उसी कंपनी के पहले के वर्षों के साथ भी तुलना कर सकते हैं अन्य विधि बेंचमार्किंग हो सकती है हम पूरे कथन को पाई चार्ट में बदल सकते हैं जैसा कि आप कंपनी ए और बी के लिए यहां देख सकते हैं कुल बिक्री प्रतिशत के रूप में गणना की है तो आप यह देख सकते हैं कि कंपनी ए के लिए बेचे जाने वाले सामान की लागत है 51 है कंपनी बी के लिए 43 प्रतिशत है इसलिए कंपनी ए बेची गई वस्तुों की लागत पर अधिक खर्च कर रहा है इस तरह हम तुलना करने में सक्षम होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस यदि आप इसकी तुलना करे तो ए के लिए 28 प्रतिशत है लेकिन कंपनी बी के लिए यह अधिक है तो ए बेची गई वस्तुओं की लागत का अधिक उपयोग कर रहा है जो कि अधिक कच्चा माल है लेकिन अपेक्षाकृत ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हैं जबकि कंपनी बी के पास माल की बिक्री की लागत पर कच्चे माल का प्रतिशत कम है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का प्रतिशत अधिक है जैसे दोनों कंपनियां की संरचना अलग हैं ध्यान रखें कि यह तुलना सामान्य रूप से एक ही उद्योग और यथोचित समान आकारों से बनाए गए उद्योग के साथ की जानी चाहिए यदि आप बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत छोटी कंपनी की तुलना कर रहे हैं तो यह तुलना सार्थक नहीं हो सकती मुझे लगता है कि आपने खंडों के स्टेटमेंट पढ़े होंगे क्योंकि बड़ी कंपनियाँ विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं तो पूरे पी और एल और बैलेंस शीट को परिवर्तित किया जाता है और प्रत्येक व्यवसाय खंड के लिए रिपोर्ट किया जाता है और यदि आप एक विशेष उद्योग का अध्ययन करना चाहते हैं तो कुल पी और एल लेने के बजाय बस संबंधित सेगमेंट के लिए सेगमेंट रेवेन्यू स्टेटमेंट ले लो तो ये तुलना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ तकनीकें हैं अब हम सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर जाएंगे जिसे रेश्यो एनालिसिस कहा जाता है बड़ी संख्या में रेश्यो हैं जिनकी गणना की जा सकती है वास्तव में कोई भी आंकड़ा हो सकता है किसी भी अन्य आंकड़े की तुलना में और हम अधिक से अधिक रेश्यो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण रेश्यो पर चर्चा करने जा रहे हैं और इन रेश्यो की व्याख्या कैसे की जा सकती है सबसे पहले रेश्यो क्या है यह वित्तीय में दो या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध है उदाहरण के लिए नेट प्रॉफिट रेश्यो है तो हर कोई लाभप्रदता में रुचि रखता है इसलिए हम पी और एल खाते में लाभ की गणना कर सकते हैं वास्तव में पी और एल खाता उस के लिए है लेकिन लाभ को समझने के लिए केवल लाभ की गणना करना पर्याप्त नहीं है उदाहरण के लिए यदि हमें यह जानकारी मिलती है कि कंपनी A का लाभ 65 है कंपनी B का 45 है तो कौन सी कंपनी अधिक लाभदायक है इनके आधार पर ही शायद अधिकांश कहेंगे कि A लाभदायक दिखता है क्योंकि उनका लाभ B की तुलना में बहुत अधिक है लेकिन जब बिक्री की जानकारी भी होंगी तब आपको क्या मिलेगा आपको एहसास होता है कि A 65 का लाभ बनाने में सक्षम है जब 650 की बिक्री पर B केवल 300 की बिक्री पर 45 का लाभ कमाने में सक्षम है इसका मतलब है अगर आप यहां प्रतिशत लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि A की लाभप्रदता 10 है जबकि B की लाभप्रदता 15 प्रतिशत है तो B का व्यवसाय वास्तव में अधिक लाभदायक है A की तुलना में यह अंतर्दृष्टि है जो रेश्यो देते हैं इन तरह निरपेक्ष आंकड़ा अक्सर ऐसी जानकारी देते हैं जो भ्रामक हो सकती है इसलिए फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी आंकड़े को दूसरों के संबंध में देखने की आवश्यकता है यही कारण है कि रेश्यो एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे सभी स्टेकहोल्डर को रेश्यो बहुत उपयोगी लगता है और रेश्यो की विविधता की गणना की जा सकती है अब यह सिर्फ फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना नहीं है स्टेटमेंट में विभिन्न संख्याओं की तुलना की जा सकती हैं क्योंकि अब्सोलुट फिगर की तुलना की जाती है इसीलिए एक बार जब आप रेश्यो की गणना करते हैं तो पिछले वर्षों के साथ तुलना कर सकते हैं आप उद्योग औसत साथियों के साथ तुलना कर सकते हैं यही कारण है कि रेश्यो से बहुत अधिक अंतर्दृष्टि खींची जा सकती हैं कच्चे बयान के बजाए हमने अभी चर्चा की है कि स्टेकहोल्डर को विविध जानकारी में रूचि होती है उदाहरण के लिए प्रदर्शन इसलिए लोग न केवल वर्तमान प्रदर्शन जानना चाहते हैंबल्कि पिछले प्रदर्शन और संभावित भविष्य के प्रदर्शन भी जानना चाहते हैं और उस के लिए रेश्यो बहुत उपयोगी है क्योंकि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं आप रेश्यो की गणना अतीत से करते हैं इसलिए हम अतीत और वर्तमान प्रदर्शन को जानते हैं इससे परे हम अनुमानों को करने के लिए रेश्यो का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग करके हम भविष्य में संभावित स्थिति की गणना कर सकते हैं बेशक कुछ मान्यताओं पर आधारित है यही कारण है कि भविष्य के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए यह भी उपयोगी है हम कंपनी की ताकत और कमजोरियों के बारे में भी जानते हैं क्योंकि हम साथियों और उद्योग औसत के साथ तुलना कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि अन्य की तुलना में हमारी कंपनी की लाभप्रदता अच्छी है या अन्य कंपनी की तुलना में हमारी ऑपरेटिंग कास्टकम हैं या अन्य कंपनी की तुलना में हमारी विज्ञापन लागत कम है इसलिए हम निर्णय ले सकते हैं कि अधिक विज्ञापन देने की आवश्यकता है या विज्ञापन हमारी बिक्री बढ़ाते हैं हम देख सकते हैं कि एक विशेष सेगमेंट में हमारा बाजार हिस्सा कम है तो क्या उस मार्केट सेगमेंट में अधिक पुश करने की संभावना है तो ऐसे ही कई तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं कभी कभी अगर हम ऑपरेशन के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम है जो एक ताकत है लेकिन हमारी पैकिंग कास्ट अधिक है तो क्या इस तरह की एक वैकल्पिक पैकिंग के लिए जाने की गुंजाईश है इसी तरह कई निर्णय लिए जा सकते हैं यदि हमारे पास जानकारी हैं की हम रेश्यो की गणना सावधानी से करते हैं अब रेश्यो को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैकड़ों रेश्यो हो सकते हैं जिनकी विभिन्न उद्देश्यों के लिए गणना की गई है लेकिन यहां हम मुख्य रूप से रेश्यो पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी गणना फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट से की जाती है लेकिन जब हम मामले को सुलझाने के लिए आते हैं हम अन्य रेश्यो पर भी विचार करेंगे चलिए शुरुआत में हम उन रेश्यो को समझते हैं जिनकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट से गणना की जाती है तो पहले लिक्विडिटी रेश्यो है अब आप लिक्विडिटी लाभप्रदता वापसी और इसी तरह कई मिले है हम प्रत्येक प्रकार के रेश्यो को देखते हैं अबलिक्विडिटी के रूप में जाना जाता है जहाँ करंट एसेट निवेश करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स शार्ट टर्म लोन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टैक्स के लिए प्रावधान प्रोपोसड डिविडेंड अनक्लेमेड डिविडेंड यह इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है कि क्या व्यवसाय के पास पर्याप्त करंट एसेट है या नहीं अपने वर्तमान ऋण के लिए तो रेश्यो क्या होना चाहिए कितना रेश्यो की आवश्यकता है यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी करंट एसेट कम से कम करंट लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए लेकिन आम तौर पर रूढ़िवाद के आधार पर स्वीकार्य रेश्यो को 21 माना जाता है लेकिन यह व्यवसाय की प्रकृति से और सीए और सीएल की विशेषताओ से भी बदल सकता है उदाहरण के लिए यदि कंपनी ए का करंट रेश्यो 25 है और कंपनी बी का करंट रेश्यो 15 है क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी ए बेहतर है आम तौर पर हाँ क्योंकि वे करंट एसेट 21 रखने में सक्षम हैं लेकिन कभी कभी यह व्यवसाय की प्रकृति से बदल जाता हैकिस व्यवसाय को अधिक करंट एसेट की आवश्यकता होगी और किसको कम करंट एसेट की आवश्यकता होगी मान लीजिए कि एक कंपनी एक विनिर्माण कंपनी है तो दूसरी कंपनी एक सेवा कंपनी है किसका करंट रेश्यो अधिक होगा आम तौर पर विनिर्माण कंपनी को बहुत अधिक करंट रेश्यो की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके पास कच्चे माल का स्टॉक प्रगति में काम फिनिश गुडस स्टॉक कई बार उनके पास फिनिश गुडस कच्चा माल कार्य प्रगति पर और यहां तक कि बड़ी मात्रा में डेब्टर्स भी होते हैं इसलिये जब वे बिक्री करते हैं तो उन्हें तुरंत नकदी का एहसास नहीं होता है जबकि एक सेवा कंपनी का करंट रेश्यो कम हो सकती है उदाहरण के लिए रेलवे का करंट रेश्यो क्या होगा करंट रेश्यो बहुत कम होगा क्योंकि उनके पास कोई भी डेब्टर्स नहीं हैवे कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं वास्तव में यात्री पैसा लगाते हैं टिकट बुक करते हैं इसलिए शायद करंट एसेट नकारात्मक है इसलिए उनका करंट रेश्यो बहुत कम होगा तो यह व्यवसाय की प्रकृति से बदलता है यह सीए सीएल की विशेषताओं पर भी निर्भर करता है जैसे हम बात कर रहे थे कि कंपनी ए में 25 और कंपनी बी में 15 हो सकता है लेकिन अगर कंपनी ए में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेंटरी है जो पुराने हो गए हैं और उन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता है तब उनके सीए की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है या अगर उनके पास बड़ी मात्रा में रेसिवाबलेस है जो आसानी से एकत्र करना संभव नहीं है मान लीजिए उन्होंने माल्या को कुछ सामान बेचा है और माल्या फरार है क्या आप उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं यह बहुत मुश्किल है कि कंपनी दिवालिया बन गई होगी लेकिन फिर भी अगर राशि को उनकी करंट एसेट में दिखाया गया है तो करंट एसेट की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती हैं इसीलिए कहा जाता है कि यह करंट एसेट की विशेषता पर भी निर्भर करता है तोदूसरे रेश्यो की गणना की जाती है जिसे क्विक रेश्यो या एसिड टेस्ट रेश्यो के रूप में जाना जाता है अब सूत्र क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी करंट रेश्यो में यह करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी हैं हमने क्विक रेश्यो में करंट एसेट को समायोजित किया है इन्वेंट्रीज़ को कम करके और हमने करंट लायबिलिटी को समायोजित किया है बैंक ओवरड्राफ्ट को कम करके जहाँ क्विक एसेट सीए इन्वेंटरी क्विक लायबिलिटी सीएल बैंक ओवरड्राफ्ट अब क्या तर्क है कि इन्वेंट्री को कम किया जाता है क्योंकि सामान्य तौर पर इन्वेंट्री प्रकृति में जल्दी नहीं होते हैं उन्हें नकदी में बदलने में लंबा समय लगता है क्योंकि सबसे पहले हम को बिक्री करनी पड़ेगी अगर यह क्रेडिट बिक्री है तो यह डेब्टर्स में परिवर्तित हो जाएगी नकदी डेब्टर्स एकत्र होने के बाद हमें नकद मिलेगा इसीलिएलिक्विड एसेट में कोई भी करंट एसेट सभी करंट एसेट 1 वर्ष की अवधि के भीतर लिक्विड माना जाता है लेकिन जो आसानी से परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें कम किया जाना चाहिए इसीलिए कुछ चीजें जैसे इन्वेंटरी कम हो आपके डेब्टर्स का हिस्सा धीमी गति से आगे बढ़ने वाले हैं उन को भी कम किया जाना चाहिए तब हमें क्विक एसेट मिलेगी और क्विक लायबिलिटी के लिए हम लगभग सभी मौजूदा लायबिलिटी को लेते हैं बस उन्हें छोड़कर जिन्हें तुरंत चुकाना नहीं पड़ता है बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में यह सुविधा 1 वर्ष के लिए अनुमोदित है और सामान्य रूप से कंपनी को एक छोटी अवधि में इसे चुकाना नहीं पड़ता है यही कारण है कि क्विक लायबिलिटी आम तौर पर सीएल माइनस बैंक ODE के रूप में माना जाता है मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है सभी रेश्यो की गणना किसी भी लेखा मानक के अनुसार नहीं की जाती हैं यह हमारी अपनी कंपनी द्वारा तैयार नहीं की जाती है अन्य लोग हमारी कंपनी को देख रहे हैं इसलिए उपयोगकर्ता की ज़रूरतों के अनुसार वे रेश्यो की गणना करते हैं हमें सैकड़ों अलग अलग रेश्यो मिल गए है और लोग विभिन्न सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सूत्र जो आम तौर पर उपयोग किया जाते है उनकी कक्षा में चर्चा की जा रही है अब क्विक रेश्यो करंट रेश्यो की तुलना में एक रूढ़िवादी उपाय है इसलिए हम यहां कंपनी के एक तत्काल समाधान की गणना कर रहे है करंट एसेट में हम ओवरआल सॉल्वेंसी या वर्तमान ऋण को पूरा करने की क्षमता की गणना करते हैं क्विक रेश्यो में हम तत्काल ऋण चुकाने की उनकी क्षमता की जांच करने की कोशिश कर रहे है तो आदर्श करंट रेश्यो 11 है आम तौर पर यह व्यवसाय की प्रकृति के बावजूद है क्योंकि आप किसी भी व्यवसाय के लिए कम से कम क्विक लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्विक एसेट की आवश्यकता होगी तो पहले दो रेश्यो जहां मुख्य रूप से व्यापार की अल्पकालिक स्थिरता के लिए है अब हम दीर्घकालिक स्थिरता देखते हैं जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर के रूप में भी जाना जाता है अगर हम धन के स्रोतों का विश्लेषण करते हैं तो धन के दो प्रमुख स्रोत हैं एक मालिकों से आता है दूसरा उधारदाताओं से आता है यह इक्विटी के रूप में हो सकता है या दूसरा आम तौर पर ऋण या डिबेंचर के रूप में होता है इसलिए अगर कंपनी को 100 रुपये जुटाने हैं तो वे या तो 100 इक्विटी बढ़ा सकते हैं कोई कर्ज नहींया 80 इक्विटी और 20 ऋण से 50 इक्विटी और 50 ऋण से तो इन तीन कंपनियों की कैपिटल स्ट्रक्चर को जानने के लिए रेश्यो की गणना करते हैं अब अधिक इक्विटी या अधिक ऋण लेना अच्छा है कौन सा स्थायी होगा कंपनी के साथ अधिक समय तक आप महसूस करेंगे कि इक्विटी को तुरंत चुकाने की आवश्यकता नहीं है जबकि ऋण को नियत तारीख पर चुकाना पड़ता है इसीलिए अधिक ऋण अपेक्षाकृत अधिक जोखिम भरा होता है तो स्थिरता की दृष्टि से उच्चतम इक्विटी बेहतर है अब हम अलग अलग रेश्यो की गणना करेंगे जिन्हें हम इक्विटी के प्रतिशत को मापने के लिए चाहते हैं उसी समय यदि हमारे पास बहुत अधिक इक्विटी है और कोई ऋण नहीं है तो यह लाभप्रदता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है इसलिए कंपनी को उचित मात्रा में इक्विटी और ऋण के बीच संतुलन तलाशना होगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर के कोण से ये रेश्यो कंपनी की दीर्घकालिक सॉल्वेंसी स्थिति देते हैं पहला इक्विटी रेश्यो है जैसा कि नाम से पता चलता है कि कुल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना प्रतिशत इक्विटी से या मालिकों के फंड से कार्यरत है तो यह इक्विटी रेश्यो के रूप में जाना जाता है अब इसका पूरक डेब्ट रेश्यो है इसलिए डेब्ट रेश्यो कुल ऋण को कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में लिया जाता है पहले रेश्यो में यह एक इक्विटी रेश्यो था दूसरा ऋण के रेश्यो के अनुपात में इक्विटी है तो हम विभिन्न प्रकार के उधार या आस्थगित भुगतान व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जहाँ कुल ऋण में वित्तीय संस्थान से लघु और दीर्घकालिक उधार शामिल हैंडिबेंचर बांड ने भुगतान की व्यवस्था को स्थगित कर दिया तीसरे रेश्यो को डेब्ट इक्विटी रेश्यो के रूप में जाना जाता है शायद यह पहले दो से कहीं अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ हम इक्विटी के प्रतिशत के रूप में डेब्ट पा रहे हैं तो नुमेरटर में हम उन पैसों को लेते है जिन्हें हमें चुकाना है और डोनोमिनेटर में वो पैसा है जो हमें चुकाने की जरूरत नहीं है जो पैसा हमने कर्जदाताओं से लिया है अपॉन जो हमने मालिकों से लिया है अब यहां परेफरेंस कैपिटल हालांकि इक्विटी का एक हिस्सा है या मालिकों के फंड नुमेरटर में लिया गया है क्योंकि यह एक निश्चित ऋण पर चुकाया जाना आवश्यक है तो उच्च रेश्यो का मतलब होगा अधिक जोखिम और कम रेश्यो अधिक स्थिरता को दर्शाता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेश्यो है जो आपूर्तिकर्ताओं और कंपनी के मालिकों सहित बैंकरों और कई अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा देखा जाता है इसलिए हम यहीं रुकेंगे अगले सत्र में हम रेश्यो पर चर्चा और फिर हम रेश्यो विश्लेषण पर कुछ मामलों को सुलझाने के लिए जाएंगे